चर्चा का अगला विषय लिमिटस् फिटस् और टोलरेंस होने जा रहा है मेट्रोलॉजी के पाठ्यक्रम में चर्चा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शुरू में क्या हुआ था शुरू में लोग जब वे चीजों का उत्पादन करना शुरू करते थे तो यह सभी बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन था और लोग एक ग्राहक से मिलते थे एक निर्माता सभी को समझने के लिए एक ग्राहक से मिलता था अपनी आवश्यकताओं को जो भी वह उपयोग करता है उसकी सभी आवश्यकताओं को समझने के लिए फिर वह इस पर एक विचार प्रक्रिया डालता है जो उस विचार प्रक्रिया को एक बहुत ही रफ ड्राइंग में बदल देता है और उस ड्राइंग के आधार पर वह एक उत्पाद बनाने और ग्राहक को वापस देने की कोशिश करता है तो इसका क्या फायदा है इसका फायदा यह था कि ग्राहक की आवाज़ सुनी जा सकती थी और निर्माता जो चाहे वह ग्राहक के लिए अनुकूलित उत्पादन कर सकता था लेकिन इस प्रणाली का नुकसान क्या था इस प्रणाली का नुकसान वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं था और दूसरी बात यह है कि वे बहुत से कलाकार नहीं थे जो ग्राहक की जरूरतों को समझने और उसे एक उत्पाद में बदलने के लिए उपलब्ध थे इसलिए एक बहुत ही तंग स्थिति थी जिसमें उत्पादित उत्पादों की संख्या कम थी उपलब्ध कारीगरों की संख्या कम थी और कौशल जो वे आवश्यक थे इसका मतलब है आज निर्माता को ड्राइंग से सही समझना चाहिए उसे तब तक सारी प्रक्रिया को समझना होगा जब तक वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता फिर परिदृश्य धीरे धीरे बदल गया कि परिदृश्य में परिवर्तन निर्माण में था लोगों ने सोचा कि हम बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन के बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दें बड़े पैमाने पर उत्पादन में उन्होंने जो किया वह कहा कि हम उत्पादन करते रहें और फिर हमें लागत जितना संभव हो उतना कम के रूप में आने दें और ग्राहक की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें इसलिए यहां कस्टमाइजेशन को प्राथमिकता नहीं दी गई लेकिन उत्पादन और उत्पाद को किफायती मूल्य पर देना प्राथमिकता थी इसलिए जब ऐसा होना होता है तो पूरा उत्पाद निर्माण एक छतरी के नीचे नहीं हो सकता था कई कारणों से कच्चे माल का उपलब्ध होना उसके बाद विशेषज्ञता की उपलब्धता तब यह सभी चीजों थी इसलिए लोगों ने फैसला किया कि हमें एक ड्राइंग में दिए गए भागों का उत्पादन करने की कोशिश करें और अगर वहाँ एक नकारात्मक है यदि कोई असेंबली होनी है तो एक काउंटर पथ होना चाहिए जो पथ का उत्पादन एक विशेष ड्राइंग के रूप में भी होगा तो फिर क्या होता है आप एक देश से एक पुरुष हिस्सा ले सकते हैं या एक कारखाने से एक महिला हिस्सा किसी अन्य कारखाने से और ये दोनों चीजें एक विशेष ड्राइंग से मेल खाती हैं इसलिए वे ड्राइंग तक उत्पादन करने में सक्षम थे और फिर असेंबली एक अलग जगह पर हो सकती थी जो वे उत्पादन कर सकते थे इसलिए मास कस्टमाइजेशन से लोग मास प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इसलिए मास प्रोडक्शन में यह स्पष्ट है कि ड्राइंग को उचित बनाना होगा और ड्राइंग में जो कुछ भी दिया जाना है उसे तैयार करना होगा तो आप उत्पाद के बाकी हिस्सों के बारे में चिंता न करें आप केवल अपने हिस्से के बारे में चिंता करें इसलिए अब एक बार जब वे एक ड्राइंग देखते हैं और एक बार जब वे उत्पादन शुरू करते हैं तो यह निर्माता की ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपने उत्पादित हिस्से को वैलिडेट करे कि यह आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं तो अगर ऐसा है तो हम यह समझने वाले हैं कि लिमिटस् फिटस् और टॉलरेंस क्या हैं ठीक है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज भाग उत्पाद ताइवान में असेंबल किया जाता है भारत और चीन में भागों का उत्पादन किया जाता है और कुछ भागों का उत्पादन जापान और अमेरिका में किया जाता है इन सभी चीजों को ताइवान में असेंबल किया जाता है और ग्राहक श्रीलंका में है आप एक विशेष उत्पाद देखें जहां सभी भागों का उत्पादन किया जाता है और अब सवाल यह है कि इन भागों को विभिन्न स्थानों पर कैसे उत्पादित किया जाता है वे एक स्थान पर असेंबल होने में सक्षम हैं और वे इसे कैसे वितरित करने में सक्षम हैं इसलिए जब आप इसे देखते हैं तो पूरी दुनिया इस परिदृश्य में चली जाती है तो ड्राइंग के अनुसार भागों का उत्पादन किया जाता है इसलिए और आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादित सभी भागों को असेंबल किया जा सकता है तो फिर उस हिस्से को दिया गया एक छोटा सा लाभ होना चाहिए जो कि उत्पादन किया जाता है छोटी मात्रा में त्रुटि जिसकी अनुमति दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से इस त्रुटि के भीतर क्या होता है यदि आप एक भाग का उत्पादन करते हैं तो उस समकक्ष में भी किया जाता है तो यह असेंबल हो जाता है इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसने विनिर्माण क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और किफायती उत्पाद बाजार में आ गए हैं आज का परिदृश्य बहुत अधिक दिलचस्प है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम उत्पाद को बड़े पैमाने पर कस्टमाइज करें लेकिन किफायती मूल्य पर इसलिए वे प्राचीन विचार को औद्योगिक क्रांति के विचार के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज वे मास कस्टमाइजेशन के एक नए विकास के साथ आ रहे हैं और किफायती रूप से भागों का उत्पादन कर रहे हैं जो एक बड़ी चुनौती है इसलिए जब मैं मास कस्टमाइजेशन कहता हूं बैच का आकार जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वह केवल एक ही है तो यह विषय उन सभी चीजों को महसूस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए इसमें हम आज के व्याख्यान की सामग्री होगी मेरा कुछ परिचय होगा और परिचय से ठीक पहले मैं दो तीन अवधारणाओं को कवर करना चाहूँगा जिन पर लोगों ने प्रश्न पूछे हैं तो मुझे उन मूल 2 3 अवधारणाओं की व्याख्या करने दें और फिर इस अध्याय के परिचय में जाएं फिर इंटरचेंजेबिलिटी का सिद्धांत इंटरचेंजेबिलिटी नाम ही स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं बदल सकता हूं मैं भागों को बदल सकता हूं और फिर इसे एक असेंबली में ले जा सकता हूं फिर दूसरी चीज एक सिलेक्टिव असेंबली कहा जाता है फिर टॉलरेंस आती है फिर मैं फिटस् के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा फिर मैं भी आखिरकार लिमिटस् और फिटस् की प्रणाली के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा ठीक है कुछ प्रश्नों पर आधारित जो छात्रों द्वारा उठाए गए हैं मैं पहले एक मूल अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता हूं जिसे एक्यूरेसी और प्रेसीजन कहा जाता है हालांकि मैंने आपको केवल परिभाषा दी है अब मैं इसे एक आंकड़े के संबंध में दूँगा ताकि आप इसकी सराहना कर सकें इसलिए एक्यूरेसी बनाम प्रेसीजन ये 2 शब्द अंग्रेजी भाषा में हैं यह आपस में जुड़ा हुआ है लेकिन इंजीनियर की भाषा में इसे आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो आप इन 2 शब्दों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं इन 2 शब्दों के बहुत अलग अर्थ हैं तो हम एक बैल की आंख के साथ अवधारणा को समझाने की कोशिश करते हैं और एक शूटर है एक शूटर बैल की आंख पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है और वह खेलने की कोशिश कर रहा है तो आइए हम सादगी से समझने के लिए के लिए उस स्थिति को लेने की कोशिश करें तो यहाँ बैल की आँख है ठीक है इसलिए यदि शूटर यहां सब कुछ हिट करता है तो एक संभावना हो सकती है तो अगली संभावना हो सकती है बैल की आंख यहां है और शूटर यहां केंद्र में सब कुछ हिट करता है ठीक है तीसरी स्थिति यह है कि बैल की आंख है और वह बैल की आँख के चारों ओर हिट करने की कोशिश करता है और आखिरी वह बैल की आंख के अंदर हिट करने की कोशिश करता है वह हिट करने की कोशिश करता है तो यह स्थिति कुछ भी नहीं है लेकिन अगर उसकी वह बहुत प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है यहां वह बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट है वह प्रिसाइज नहीं है और एक्यूरेट नहीं है और अंतिम वह एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है प्रिसाइज नहीं है ठीक है इसलिए यदि आप देखते हैं कि वह बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस हिस्से पर मार रहा है और उसके सभी शॉट्स इस ओर जाते हैं तो यह एक केंद्र है सभी शॉट्स बस थोड़ी दूर जाते हैं इसलिए कहने का मतलब यह है कि वह प्रिसाइज है लेकिन यदि कोई छोटा सुधार किया जाता है तो यह बहुत एक्यूरेट हो जाता है जबकि यह खिलाड़ी बहुत एक्यूरेट है वह बिल्कुल उस बिंदु पर हिट करता है जहां चीजों को गिरना है प्रक्रिया या मशीन या एक शूटर प्रिसाइज और एक्यूरेट है अब आप समझ गए कि यह प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है यह प्रिसाइज और एक्यूरेट है अगला वह है जो न तो प्रिसाइज है और न ही एक्यूरेट है तो वह पूरी तरह से बाहर मार रहा है और आखिरी वह एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है इसका मतलब है यह कहना है कि वह इसके भीतर हिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह नहीं मार सकता है तो जो मैंने कहा कि एक शूटर आप इसे मशीन से बदल सकते हैं एक मशीन बहुत प्रिसाइज तरीके से उत्पादन कर सकती है लेकिन एक्यूरेट होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस मामले में हमें जो करना है उसे त्रुटि के रूप में कहा जाता है और हर बार यह होता है कि त्रुटि समान है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ बदलाव करके प्रेसीजन को एक्यूरेट रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं हो सकता है जब आप एक शूटर का उदाहरण लेते हैं तो उसे उचित चश्मा या कुछ दिया जाना चाहिए ताकि वह बैल की आँख को सटीक रूप से देख सके और उसे मार सके और उसी तरह प्रक्रिया में आप एक स्थिरता देने की कोशिश कर सकते हैं या आप इसे बनाने के लिए उपकरण को बदलने की कोशिश कर सकते हैं जब यह बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है तो यह है बहुत अच्छी तरह से स्वीकार की गई चीज जहां यह प्रिसाइज और एक्यूरेट है यह पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा है वह स्क्रैप है जो भी इस मशीन में पैदा हो रहा है या जो कुछ भी शूट हो रहा है या फायरिंग है वह सब कुछ स्क्रैप है तो यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है लेकिन यहां जो होता है वह दूसरी बात है यह एक्यूरेट है लेकिन प्रेसीजन नहीं है तो यहाँ बहुत रेंडमनेस शामिल है तो हम रेंडमनेस को समझने वाले हैं और यह सब बदलने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी बात के लिए एक्यूरेट को प्रेसीजन में तो अब यह बहुत स्पष्ट है कि आपको अब यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि एक्यूरेसी और प्रेसीजन के बीच अंतर क्या है एक प्रक्रिया प्रिसाइज हो सकती है लेकिन इस स्थिति में एक्यूरेट होने की आवश्यकता नहीं है एक प्रक्रिया एक्यूरेट हो सकती है प्रिसाइज होने की आवश्यकता नहीं है यह स्थिति ठीक है स्थिति a स्थिति मैं इसे b के रूप में डालूंगा तो a भी मौजूदा है d भी विद्यमान है जो हम चाहते हैं वह d है जो हम पूरी तरह से नहीं चाहते हैं c है जब भागों को c फैशन में उत्पादित किया जाता है तो तुरंत मशीन को फिर से देखा जाता है रीसेट सुधार किए जाते हैं और वे इसे वापस लाने की कोशिश करते हैं b स्थिति के लिए यह स्पष्ट है तो अब हम त्रुटि के लिए परिभाषा को देखते हैं तो मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा की कि त्रुटि क्या है मापी गई क्या है माइनस ट्रू वैल्यू मान लीजिए कि मान लिया जाए यदि मैं प्रतिशत कहता हूं तो इसे 100 से विभाजित किया जाता है तो मेजरड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है जो अपेक्षित है या जो भी है सही है एरर हाँ मेजरड वैल्यू ट्रू वैल्यू इसलिए इसके साथ हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस त्रुटि को सही करने और प्रक्रिया को अधिक प्रिसाइज और कंट्रोल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए मैं एक और ग्राफ लाना चाहता हूं ताकि आप सराहना कर सकें आप संदर्भ के साथ हो सकते हैं आप इसे 100 या t के संबंध में रख सकते हैं ठीक है दूसरा वह जिसे हम कॉस्ट बनाम एक्यूरेट के बारे में चर्चा करना चाहते थे यह अधिकतम है यह न्यूनतम है यह है कॉस्ट न्यूनतम है और यह अधिकतम है आम तौर पर यह इस तरह की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है इसलिए इसका मतलब है यह कहना कि यदि आप बहुत अच्छी एक्यूरेट चीज करना चाहते हैं तो कॉस्ट अधिक होने वाली है ठीक है यही है वास्तविकता क्या है जब आप कुछ कम एक्यूरेट चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्पादन की कॉस्ट में भारी गिरावट आती है तो अब हमें लिमिटस् फिटस् और टोलरेंस के लिए चर्चा को विषय में लाने दें तो परिचय कोई भी दो भाग किसी भी निर्माण प्रक्रिया द्वारा समान माप के साथ उत्पादन कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया या किसी भी घटना को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करना होता है सही है तो अगर ऐसा है तो किसी भी दो भागों का उत्पादन यदि आप इसे जितना संभव हो उतना एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो संभव नहीं है इसलिए इस दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है जो दो उत्पादों को बहुत समान बना सकती है एक छोटा सा बदलाव होगा ही सही है तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए ये प्राकृतिक विविधताएँ प्रकृति में रेंडम हैं और कई छोटे अनिवार्य रूप से अनकंट्रोलेबल कारणों का संचयी प्रभाव हैं उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि वर्कपीस जो एक शाफ्ट के उत्पादन के लिए दिया गया है जितना संभव हो उतना प्रीसाइज होना चाहिए आप डायमेंशनस् की जांच कर सकते हैं लेकिन जिस क्षण हर डायमेंशन ठीक है उसके बाद भी आप देखेंगे कि आप सूक्ष्म संरचना में जाते हैं आप देखते हैं कि ग्रेन साइज के आकार के भीतर रेंडमनेस की एक छोटी मात्रा है तो ये अनकंट्रोलेबल पैरामीटर हैं तो यह वही है जो एक छोटे से अनकंट्रोलेबल पैरामीटर के साथ होता है सभी संयुक्त एक साथ मिलकर एक छोटे सा बदलाव लाते हैं ताकि वेरिएशन विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उन्हें समान बनाने में बहुत मुश्किल करे तो आमतौर पर वेरीएबिलिटी अनुचित रूप से समायोजित मशीनों ऑपरेटर त्रुटि टूल वेयर और दोषपूर्ण कच्चे माल से उत्पन्न होती है यह हम स्थैतिक चरण के बारे में बात कर रहे हैं जब आप माइक्रोस्कोपिक चरण में देखते हैं तो वेरिएशन होती हैं जो कि आ रही हैं और यही कारण है कि हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल समान माप को बनाना बहुत मुश्किल है ठीक है इसलिए किसी भी निर्माण प्रक्रिया में इस बात की परवाह किए बिना कि उसे कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है या कितनी सावधानी से बनाए रखा गया है एक निश्चित मात्रा में प्राकृतिक वेरीएबिलिटी विद्यमान होगी ठीक है अब आप जानते हैं कि वहाँ प्राकृतिक विद्यमान है एक नेचुरल वेरीएबिलिटी होगी तो अब आप क्या कर सकते हैं एक आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत समय और पैसा खर्च किया और यह सुनिश्चित करूँगा कि कोई वेरिएशन नहीं है जो इसे करने का एक तरीका है दूसरा तरीका यह है कि मैं इसे वैध कर दूं मैं इसे वैध करता हूं ठीक मैं आपको एक छोटे बदलाव की अनुमति देने की कोशिश करुंगा लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस छोटे बदलाव के भीतर सब कुछ पैदा करते हैं तो यह नेचुरल वेरीएबिलिटी है जो वहां है और आप आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हैं कि वह कुछ भी नहीं है लेकिन टोलरेंस है ठीक है इसलिए कोई भी घटक दिए गए डायमेंशनस् को देने के लिए सटीक रूप से निर्मित नहीं किया जा सकता है इसे केवल दो सीमाओं के भीतर बनाया जा सकता है जो अपर और लोअर लिमिट है इसलिए हम जो कहना चाह रहे हैं हम यह कहना चाह रहे हैं कि क्या हमें 20 मिलीमीटर व्यास एक का एक शाफ्ट का उत्पादन करना है प्रीसाइज 20 का असंभव के जैसा है तो हम क्या करते हैं कि हम 200 प्लस या माइनस 01 मिलीमीटर को वैध बनाने और कहने की कोशिश करते हैं मेरे शाफ्ट के लिए स्वीकार किया जाता है और इसी तरह जब मैं इस शाफ्ट का उत्पादन करता हूं तो मैं एक होल पर पहुंचूंगा मैं एक 20 पॉइंट का होल उत्पादन करने की कोशिश करुंगा जहां मैं यह कहने की कोशिश करुंगा कि इस पूरे को 200 प्लस या माइनस 00 या 005 या कुछ इस तरह से उत्पादित किया जा सकता है या मैं यह कहने की कोशिश करुंगा कि इसे 01 मिलीमीटर भी बनाया जाए तो आप देखते हैं कि यह एक शाफ्ट है यह एक होल है इसलिए मैं इस शाफ्ट के लिए कहने की कोशिश करता हूं मैं कुछ वेरिएशन एं होने देता हूं इस होल के लिए मैं कुछ वेरिएशन होने देता हूं तो अब दो चरम छोरों को अप्पर लिमिटस् और लोअर लिमिटस् कहा जाता है एक शाफ्ट के लिए अप्पर लिमिट 201 है और लोअर लिमिट 199 है आपके होल के लिए आपके होल की अप्पर लिमिट क्या है और आपके छेद की लोअर लिमिट क्या है लोअर अप्पर लिमिट और लोअर लिमिट अलग होगी तो यहां भी आपके पास 201 और 199 होंगे तो आपका होल अगर यह बहुत 199 है तो अधिकतम मात्रा में सामग्री है तो यहां आपके पास अधिकतम राशि 201 है जो ऊपरी तरफ है यह नीचे की तरफ है जब आप एक होल लेने की कोशिश करते हैं तो यह ऊपरी तरफ होगा और यह सामग्री के संबंध में निचली तरफ होगा हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद डिज़ाइनर को करना है डिज़ाइनर के लिए ऐसी टोलरेंस लिमिट का सुझाव देने की आवश्यकता है जो आकार को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमेंशन के लिए स्वीकार्य है जो संतोषजनक संचालन और सेवा सुनिश्चित करता है जब टोलरेंस की अनुमति पर्याप्त रूप से प्रक्रिया वेरिएशन ओं से अधिक होती है तो कोई मुश्किल उत्पन्न नहीं होती है इसका मतलब यह है कि टोलरेंस जो भी मैं यह टोलरेंस देता हूं अगर यह प्रोसेस वेरिएशन से अधिक है इसलिए तब मुझे उत्पादन करने में कोई समस्या नहीं है और जब आप किसी भी मशीनिंग प्रक्रिया में उस तरह से बहस करने की कोशिश करते हैं जब आपके पास बहुत सारे यांत्रिक चलित भाग होते हैं समय की अवधि में इन यांत्रिक चलित भागों में वेयर एंड टियर होते हैं इस वेयर एंड टियर के कारण मूल्यों में हमेशा एक छोटा उतार चढ़ाव या वेरिएशन होती है इसलिए उन चीजों को जब हम अस्तित्व में लेने की कोशिश करते हैं तो हमेशा एक अप्पर लिमिट होती है जो आपको देनी होती है और एक लोअर लिमिट जो आपको देनी होती है अप्पर और लोअर लिमिट के बीच अंतर को परमीसिबल टॉलरेंस के रूप में कहा जाता है इसलिए मैं बर्दाश्त करता हूं कि मैं सहन करता हूं इसलिए इसे टॉलरेंस कहा जाता है मैं वेरिएशंस को सहन करता हूं और इसीलिए इसे टॉलरेंस कहा जाता है उदाहरण के लिए एक शाफ्ट को 40 प्लस या माइनस 002 मिलीमीटर के व्यास में निर्मित किया जाना है इसका मतलब है कि यदि व्यास 4002 की अप्पर लिमिट और 3998 की लोअर लिमिट के बीच में है तो शाफ्ट को स्वीकार किया जाएगा तो मैक्सिमम परमीसिबल टोलरेंस क्या है मैक्सिमम परमीसिबल टोलरेंस अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है आपको यह इकाई मिलीमीटर में देगी ठीक है तो यह वही तरीका है जो एक होल के लिए भी हो सकते हैं हम टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं और यहां हम एक होल शाफ्ट के बारे में बात करते हैं और यह सब 2D का है आप इस ज्यामिति को 3D रूप में विस्तारित कर सकते हैं जो आप दी गई टॉलरेंस को देखेंगे आज के दिनों में अब हम इसे एक हिस्से के लिए त्रि आयामी टॉलरेंस में बदल देते हैं तो अब एक बेसिक या नॉमिनल साइज को एक साइज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके आधार पर डायमेंशन डेविएशन दिया जाता है तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं 40 40 बेसिक या नॉमिनल साइज है तो प्लस या माइनस 002 ठीक है यह 002 प्लस और 002 यह कुछ भी नहीं है लेकिन जो टॉलरेंस दी गई है ठीक है और दूसरा दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह टॉलरेंस क्यों दी गई है टॉलरेंस को देखते हुए मैं यह भी तय कर सकता हूं कि इस भाग का उत्पादन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है मान लीजिए कि यदि टॉलरेंस उदाहरण के लिए बहुत तंग है तो आइए 4002 का एक उदाहरण देखने की कोशिश करें मुझे शाफ्ट का उत्पादन करना है मुझे 40002 के लिए शाफ्ट का उत्पादन करना है मुझे 400002 के लिए शाफ्ट का उत्पादन करना होगा इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो इसे टर्निंग के द्वारा किया जा सकता है इसे टर्निंग के द्वारा किया जा सकता है और अगली प्रक्रिया ग्राइंडिंग होगी यदि आप इसके लिए जाते हैं तो यह फारवर्ड टर्निंग और साथ ही ग्राइंडिंग दिखाई देगा और आप किसी सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया की तलाश करेंगे तो हमें नहीं पता कि यह क्या है लेकिन आप सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया की तलाश करेंगे आप इसे केवल टॉलरेंस को देखते हुए देखते हैं कि मैंने क्या किया है मैंने इस भाग का उत्पादन करने के लिए प्रक्रियाओं को जोड़ा है अब अगर आप आज वापस जाते हैं तो अभी हमने चर्चा की है क्योंकि एक्यूरेसी अधिक हो जाती है और उच्च लागत अधिक हो जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एक एक्यूरेट भाग का निर्माण करने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं शामिल हो रही हैं तो इस एक्यूरेसी के बाद और क्यों ये सभी एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण हैं यह टॉलरेंस एक नई अवधारणा को जन्म देती है जिसे इंटरचेंजबिलिटी कहा जाता है तो इसे 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है इंटर और चेंजबिलिटी ठीक है इस अवधारणा ने विनिर्माण को आधुनिक उत्पादन तकनीक के माध्यम से एक बड़ा ब्रेक दिया है आवश्यकता है कि एक पूर्ण उत्पाद को विभिन्न घटक भागों में तोड़ा जाए इसलिए कि प्रत्येक भाग का उत्पादन एक स्वतंत्र प्रक्रिया बन जाता है जो विशेषज्ञता की ओर बढ़ता है एक और चीज देखें जिसे आपको यह भी समझना चाहिए कि उत्पाद भागों की संख्या से बना है इसलिए भागों की संख्या को फिर से उन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें खरीदा जाता है और जो भाग निर्मित होते हैं और इससे पहल इसलिए अब खरीदे गए आइटम का मतलब है कि आप इसे बाजार से खरीदते हैं जिसका उपयोग उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है कुछ चीजों का निर्माण किया जाता है इसलिए जब आप इसे बाजार से खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप केवल उदाहरण के लिए विनिर्देशन देने की कोशिश करते हैं खरीदे गए आइटम सामान्य आइटम हैं स्प्रिंग नट बोल्ट स्क्रू तो यहां हम कहते हैं कि M 6 नट M 6 बोल्ट सभी आप कहते हैं कि बाजार में कृपया मुझे M 6 दें या यहां तक कि उत्पाद के लिए एक खरीदी गई वस्तु एक मोटर पूर्ण मोटर हो सकती है ठीक है इसलिए वसंत आप ओपन कॉइल्ड या क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और फिर आप उस कठोरता के बारे में बात करते हैं जिसे आप बाजार से खरीदते हैं आप व्यास के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं ठीक है ये सभी कुछ विनिर्देश हैं जो आप इसे देते हैं बाजार में उपलब्ध क्यों देखते हैं कि इन खरीदे गए आइटमों से क्या होता है इन खरीदे गए आइटमों में इंटरचेंजबिलिटी की अवधारणा का पालन किया जाएगा क्योंकि इन नट और बोल्ट का उपयोग विभिन्न उत्पादों के बन्धन के लिए किया जा सकता है इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं वह मैं थोक में करता हूं इसलिए ताकि मैं अवधारणा में शामिल हो सकूं और मैं भागों को किफायती तरीके से किफायती तरीके से दे सकूं तो कीमत को कम करने के लिए यह इंटरचेंजबिलिटी एक बड़े तरीके से सामने आई है यह आवश्यक है कि भागों को वांछित एक्यूरेसी के लिए थोक में निर्मित किया जाता है और वह एक ही समय में निर्दिष्ट एक्यूरेसी की सीमा का पालन करें ऐसी परिस्थितियों में एक घटक के निर्माण को इंटरचेंजबिलिटी इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है ठीक है इसने एक बड़ी क्रांति दी जब मैन्युफैक्चरिंग की इंटरचेंजबिलिटी को अपनाया गया यादृच्छिक पर चुने गए कोई घटक किसी अन्य के साथ किसी अन्य मनमाने ढंग से चुने हुए मेटिंग घटक के साथ असेंबल किया जाना चाहिए तो मेरे पास नट का एक डिब्बा है मैं एक नट उठाता हूं मैं एक बॉक्स लेता हूं उदाहरण के लिए एक काउंटर कहता हूं M6 नट मैं लेता हूं और मेरे पास एक बड़ा 1000 बोल्ट का बॉक्स है मैं एक M 6 बोल्ट उठाता हूं मुझे बस कोशिश करनी चाहिए इसे असेंबल करने के लिए इसे असेंबल होना चाहिए तो यह मैन्युफैक्चरिंग में इंटरचेंजबिलिटी है और अगर ऐसा होना है और आप सभी ने पहले ही अध्ययन कर लिया है तो नट के डाइमेंशंस में एक छोटा बदलाव होगा बोल्ट के डाइमेंशंस में एक छोटी विविधता होगी ये 2 इस तरह से निर्मित होते हैं कि छोटा समायोजन किया जा सकता है इसे समायोजित और असेंबल किया जा सकता है इंटरचेंजेबल असेंबली द्वारा हमारा मतलब है कि विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा निर्मित समान घटकों को असेंबल किया जा सकता है और असेंबली चरण के दौरान बिना किसी और संशोधन के प्रतिस्थापित किया जा सकता है जब घटक बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं जब तक कि वे इंटरचेंजेबल न हों तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है इसलिए कृपया यह समझें कि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए है 1857 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद जो मशीनें विकसित हो रही हैं वे इंटरचेंजबिलिटी की अवधारणा का पालन करती हैं इंटरचेंजबिलिटी प्राप्त करने के लिए कई मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है देखिए आपको समझना चाहिए कि जब मैं इंटरचेंजबिलिटी के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं और मैं कहता हूं कि भारत के भीतर इंटरचेंजबिलिटी यह स्वीकार नहीं है क्योंकि कब तक यह केवल एक भारतीय आपूर्ति कर्ता हो सकता है आपको वैश्विक बाजार में उतरना होगा इसलिए अगर वैश्विक बाजार में आना है तो आप जो भी उत्पादन करते हैं उसका मिलान होना चाहिए या मानक की जरूरत होनी चाहिए तो इस निश्चित मानक को इंटरचेंजबिलिटी की अवधारणा के आधार पर पालन करने की आवश्यकता है और जिसे यूनिवर्सल इंटरचेंजबिलिटी और लोकल इंटरचेंजबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है लोकल का मतलब है कि मैं भारत के बारे में क्या बात करना चाह रहा था लेकिन आज यह परिदृश्य धीरे धीरे मर रहा है हम वैश्विक बाजार में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक विक्रेता ऑटोमोबाइल उद्योग को आपूर्ति कर सकता है जो पुणे में स्थित है जो दिल्ली में स्थित है जो चीन में भी स्थित है जो जापान और अमेरिका में स्थित है इसलिए एक एकल विक्रेता आज भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो उन सभी लोगों को आपूर्ति करती हैं और वे विशेष रूप से बन्धन उद्योग में हैं वे ऐसा तब करते हैं जब भागों को विभिन्न स्थानों पर निर्मित किया जाता है बेतरतीब ढंग से चुना जाता है इसे यूनिवर्सल इंटरचेंजबिलिटी कहा जाता है जब भागों को एक ही विनिर्माण इकाई में निर्मित किया जाता है इसे असेंबली में बेतरतीब ढंग से खींचा जाता है इसे लोकल इंटरचेंजबिलिटी कहा जाता है इसलिए यहाँ मैंने क्या किया है मैंने इसे अपने स्पष्टीकरण में बदल दिया है मैंने कहा है कि उदाहरण के लिए आपका अपना उद्योग हो सकता है मारुति एक उद्योग है हुंडई एक उद्योग है उनके अपने मानक हो सकते हैं और उनके मानक केवल असेंबली के भीतर मिलते हैं केवल उनके उत्पाद के भीतर मिलते हैं यह अन्य निर्माता के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है सही उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल के उद्योग में जो उत्पादित होता है वे उसी स्क्रू का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो मशीन टूल निर्माता के लिए उपयोग किया जाता है यह इंटरचेंजबिलिटी था चर्चा के लिए अन्य दिलचस्प अवधारणा सिलेक्टिव असेंबली दृष्टिकोण होने जा रहा है इसलिए सिलेक्टिव असेंबली दृष्टिकोण का अर्थ है कि मैं एक भाग को चुनता हूं उस भाग को दूसरे भाग के साथ मिलाना होता है अब मैं या तो किसी एक भाग को मशीन करने की कोशिश करता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि एक एकल होल या एक एकल आवास के साथ एक शाफ्ट जो भी हो उससे मिलता है एक नट जो है और फिर एक बोल्ट ले लो अब मैं बोल्ट को ग्राइंड करता हूं या मैं एक नट को ग्राइंड करता हूं और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह नट और यह बोल्ट बिल्कुल मेल खाते हैं और अगर मैं किसी अन्य नट और किसी अन्य बोल्ट को यादृच्छिक रूप से लेता हूं और असेंबली करना शुरू करता हूं यह मैच नहीं होगा तो इसे सिलेक्टिव असेंबली के रूप में कहा जाता है यह विभिन्न सटीक घटकों के लिए उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए डीजल इंजेक्शन पंप में आपके पास प्लंजर और बैरल है तो इनलेट जो इंजन सिलेंडर को दिया जाना है आपके पास एक पंप है जो वहां है तो इस पंप में एक कैम है और यह कैम डीजल की आवश्यक मात्रा को सिलेंडर में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है इसलिए यहां वे क्या करते हैं डीजल एक बैरल में प्रवेश करता है और फिर एक प्लंजर होता है तो यह प्लंजर और बैरल असेंबली बहुत ही सही है जिससे डीजल नीचे लीक नहीं होना चाहिए इसलिए वे इसे सिलेक्टिव असेंबली के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं हाइड्रोलिक वाल्व के कई सिलेंडर और पिस्टन और वाल्व जो कुछ भी है वे यह सुनिश्चित करने के लिए सिलेक्टिव असेंबली करने की कोशिश करते हैं कि कोई रिसाव नहीं है सिलेक्टिव असेंबली एक महंगा दृष्टिकोण है क्योंकि आप एक शाफ्ट लेते हैं और आप इसका एक काउंटर लेते हैं तो आप एक काउंटर चुनने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल मेल खाता है तो 1 असेंबली के निर्माण के लिए 3 4 हो सकता है हमने जाँच की और हल किया और फिर बनाया तो यह समय बढ़ाएगा और यह आपको उत्पादन करने का प्रयास करेगा जिससे आपको इसे असेंबल करने के लिए अधिक उत्पादन करने की उम्मीद है तो सिलेक्टिव असेंबली लागत प्रभावी है लागत प्रभावी दृष्टिकोण समग्र वेरिएशन को कम करने के लिए इस प्रकार असेंबली प्रोडक्ट उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करता है इस प्रक्रिया मेंटिंग पेयर के घटकों को कई वर्गों में मापा और समूहीकृत किया जाता है क्योंकि वे निर्मित होते हैं ठीक हैं इसलिए जो कुछ भी मैंने शुरुआत में सिलेक्टिव असेंबली के लिए कहा था मैंने आपको बताया कि यह एक शाफ्ट है और एक होल एक आधा यानी एक होल है और इसे किफायती बनाने के लिए आप क्या करते हैं आप पहले एक शाफ्ट चुनते हैं आप सबसे पहले एक समकक्ष को असेम्बली करने के लिए उठाते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दोनों फेलो मेंटिंग कर रहे हैं अगर नहीं तो एक और उठाइए और मैं उन्हें असेंबल करने और अलग रखने की कोशिश करता हूं इसलिए इस समग्र वेरिएशन को कम करने और इस प्रकार एक असेंबल्ड प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागत प्रभावी दृष्टिकोण के रूप में कहा जाता है इस प्रक्रिया में मेटिंग पेयरस् के घटकों को मापा जाता है और इंटरचेंजेबिलिटी में कई डिब्बे में वर्गीकृत किया जाता है आप रेंडम रूप से यहां ले जाते हैं आप उन्हें कई उत्पादों को असेंबल करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 40 प्लस या माइनस 002 मिलीमीटर लेने की कोशिश करते हैं तो आप 4002 और 3998 पर उत्पादन कर सकते हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके चरम छोरो पर केवल आपके हिस्से ही मिलें अब आपको इनके बीच में भी भाग मिल सकते हैं तो इस शाफ्ट के लिए काउंटर मैं होल बनाता हूं और मैं इसे भी उठाता हूं अब मैं असेंबली करता हूं ठीक है अंतिम उत्पाद आवश्यक बिन से प्रत्येक जोड़ी के घटक का चयन करके आवश्यक स्पेसिफिकेशन को जितना संभव हो सके पूरा करने के लिए अंत में असेंबल किया जाता है आपको एक ग्राइंडिंग करना होगा और इसे प्राप्त करना होगा यह दृष्टिकोण अक्सर तंग स्पेसिफिकेशन का उपयोग करके टॉलरेंस डिज़ाइन की तुलना में कम लागत वाला है तो यहाँ इंटरचेंजेबिलिटी एक है सिलेक्टिव असेंबली दो है सिलेक्टिव असेंबली यहाँ फिर से हम क्या करते हैं हम इसे कई बिन में डालने की कोशिश करते हैं और हम बिन से उठाते हैं जैसे कि इन के बीच में लिया जाता है उदाहरण के लिए यह 4002 हो सकता है यह 4001 हो सकता है यह 400 3998 ठीक हो सकता है इसलिए मेरे पास यहां सभी शाफ्ट हैं जो कुछ भी यह है मेरे पास यहां बोल्ट हैं तो काउंटर मेरे पास भी होगा तो मैं जल्दी से यहां से चुन सकता हूं और यहां असेंबल कर सकता हूं लेकिन यहां बड़ी चुनौती क्या है और मैंने महँगा क्यों कहा आपको पहले इसे सत्यापित करना होगा और छांटना होगा इसे छांटने के बाद भी अगर आप बहुत तंग टॉलरेंस चाहते हैं तो यहाँ उठाईए कुछ ग्राइंडिंग करिए और फिर यह पूरा हो जाएगा ठीक है तो यह सेलेक्टिव असेंबली है लेकिन यदि आप एक तंग टॉलरेंस रखना चाहते हैं तो वही सेलेक्टिव असेंबली बहुत महंगी टॉलरेंस है चर्चा का अगला विषय टॉलरेंस है घटकों को इंटरचेंजेबिलिटी की सुविधा के लिए डिज़ाइनर द्वारा सुझाए गए परमीसिबल टॉलरेंस लिमिट के अनुसार निर्मित किया जाता है टॉलरेंस को डायमेंशन में वेरिएशन की परमीसिबल लिमिट को कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तार्किक तरीके से डिज़ाइनर द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है तो मूल रूप से हम क्या करने वाले हैं वहाँ एक फ़ंक्शन है फ़ंक्शन एलिमेंट होगा सही है तो यह फ़ंक्शन एलिमेंट कैसे आया यह ग्राहकों की आवाज़ ग्राहक की आवाज़ या पसंद से आया है यह आया कि वह कुछ उत्पाद में परिवर्तित हो गया है और फ़ंक्शनल एलिमेंट वहां पर हैं फ़ंक्शनल एलिमेंट में डिज़ाइनर के पास एक ड्राइंग होना चाहिए और फिर हम उत्पादक को दे रहे हैं इसलिए डिज़ाइनर को प्रत्येक फ़ंक्शन की एक समझ होनी चाहिए इस फ़ंक्शन को जानकर उसे तार्किक रूप से सोचना होगा और एक मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग देना होगा जोकि मैन्युफैक्चरेबल है और यह किफायती भी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग के बीच अंतर क्या है यह केवल टोलरेंस है जो डायमेंशन से जुड़ी है ठीक है टोलरेंस को एक निर्धारित मूल्य के लिए एक डायमेंशन या किसी अन्य मेजरड वैल्यू या कंट्रोल क्राइटेरिया की परमीसिबल वेरिएशन के परिमाण के रूप में परिभाषित किया गया है ठीक है यह परमीसिबल वेरिएशन का परिमाण है ठीक है इसे टोटल वेरिएशन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है तो एक आकार के डायमेंशन में अनुमत है और अप्पर और लोअर एक्सेप्टेबल डायमेंशन के बीच बीजीय अंतर है जो हमने पहले ही देखा है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन टोलरेंस मैं वेरिएशन को सहन करता हूं इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाम वर्क टोलरेंस जैसे जैसे परमीसिबल टोलरेंस बढ़ती जा रही है जो मैंने आपको इस व्याख्यान की शुरुआत में समझाया था जैसा कि मैंने कहा कि परमीसिबल टोलरेंस घटती है टोलरेंस घटती चली जाती है इसका मतलब है यह कहना कि टोलरेंस कम हो रही है एक्यूरेसी बढ़ रही है यह तंग और तंग होता जा रहा है इसे प्राप्त करने के लिए होने वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है तो यह इस टोलरेंस की तरह है यह कॉस्ट है इसलिए जैसे जैसे टोलरेंस तंग और तीखी होती जाती है वैसे वैसे टोलरेंस छोटी और छोटी होती जाती है वैसे ही कॉस्ट अधिक और अधिक होगी टोलरेंस कॉस्ट अधिक होती है यह न्यूनतम है यह अधिकतम है सही है और चूंकि कॉस्ट कम और कम होती है टोलरेंस कुछ इस तरह उच्च और उच्चतर हो जाती है तो यह न्यूनतम है और यह अधिकतम है तो टोलरेंस क्या है टोलरेंस वेरिएशन है डाइमेंशनल वेरिएशन सही है इसलिए जैसे जैसे परमीसिबल टोलरेंस कम होती चली जाती है तब तब होने वाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक होने वाली है जब परमीसिबल टोलरेंस लिमिट को कार्यात्मक आवश्यकता को कम किए बिना आराम दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है तो यह एक एक्स्पोनेंशियल फैशन है जिसका पालन किया जाता है ठीक है यह बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है और आज हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम इस एक्स्पोनेंशियल को लीनियर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसे स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉस्ट को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसे स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कुछ इस बिंदु की तरह इसलिए यह पथ निर्माण के लिए बहुत ही किफायती है बहुत ही निकट टोलरेंस लिमिट बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना पड़ता है जो निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ाता है इसलिए जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि यदि आप टॉलरेंस वेरिएशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी मशीन जो कुछ भी पैदा करती है उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखना होगा जहां लगभग नगण्य अनकंट्रोलेबल वेरिएबल और वर्कपीस जो सूक्ष्मदर्शी दृष्टिकोण से वेरिएशन के अंदर आता है कठोरता के दृष्टिकोण से सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए तब जब यह एक ऐसी मशीन की बात आती है जहां प्रक्रिया भी नियंत्रण में होती है तो केवल आप ही बहुत करीबी टोलरेंस लिमिट पार्ट्स का उत्पादन करने में सक्षम होंगे और जब यह सब छंटनी कई स्थानों पर होगी तब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाती है अगला हमें टोलरेंस के वर्गीकरण को देखना शुरू कर देना है जब टोलरेंस डिसटीब्यूशन बेसिक साइज के केवल एक तरफ होता है तो इसे एक यूनिलैटरल टोलरेंस के रूप में जाना जाता है दूसरे शब्दों में टोलरेंस लिमिट बेसिक साइड के एक तरफ पूरी तरह से ऊपर या नीचे होती है यूनिलैटरल टोलरेंस ड्रिलिंग प्रक्रिया में कार्यरत है तो वह क्या है चलिए हम देखते हैं यह 400 है मैं कहता हूं कि प्लस वह सब है या मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस 00 तो यहां यह यूनिलैटरल टोलरेंस है यह एक शर्त है या यह इस तरह से हो सकता है 00 प्लस 00 शून्य से 02 इसलिए यदि टोलरेंस डिसटीब्यूशन केवल बेसिक के एक तरफ होता है तो एक पक्ष या तो पहले दो पक्ष में होता है या फिर तो यहाँ अधिकतम 4002 या 402 न्यूनतम 40 है तो यहाँ यह अधिकतम 400 398 ठीक है तो यह यूनिलैटरल टोलरेंस के रूप में जाना जाता है यूनिलैटरल टोलरेंस आमतौर पर ड्रिलिंग प्रक्रिया में नियोजित होती है जिसमें होल के डाइमेंशंस को केवल एक दिशा में डिविएट करने की संभावना होती है यही है कि होल को हमेशा अंडरसाइज के बजाय ओवरसाइज किया जाता है कृपया इस तथ्य को रेखांकित करें आप एक आवश्यक डायमेंशन की एक ड्रिल का उपयोग कर रहे हैं 6 मिलीमीटर हो सकता है और आप वहां एक होल ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं यह उम्मीद है कि एक सटीक 6 मिलीमीटर वहां किया जाता है यदि यह सटीक 6 मिलीमीटर नहीं है तो आप 595 प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे केवल 605 प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक ओवेलिटी या स्पिंडल पर एक रन आउट हो सकता है जो विचलन करता है और एक बड़ा छेद बनाता है जिसकी तुलना में बहुत ही दुर्लभ स्थिति में आपको एक अंडरसाइज मिल सकता है जहां संभावना हो सकती है कि वर्कपीस बहुत ऊष्मा लेता हो बाद में ऊष्मा का विघटन होता है वहाँ एक होल संकोचन घटना हो रही है यह एक बहुत प्रभावी घटना है जब आप थर्मोप्लास्टिक सामग्री थर्मोप्लास्टिक ड्रिलिंग के साथ काम करना शुरू करते हैं जो आप ज्यादा करते हैं गर्मी जमा होने के कारण यह सिकुड़ने की कोशिश करेगा और जब आप एक अंडरसाइज प्राप्त करेंगे लेकिन आमतौर पर धातुओं में यह संभव नहीं है तो कृपया ध्यान दें कि यह यूनिलैटरल टोलरेंस केवल बुनियादी है एक तरफ डेविएशन है तो अगला एक टोलरेंस का वर्गीकरण है तो यहां यूनिलैटरल टोलरेंस की आवश्यकता क्यों है यूनिलैटरल टोलरेंस को हमेशा पसंद किया जाता है क्योंकि बेसिक साइज का उपयोग GO लिमिट गेज के लिए किया जाता है ठीक है लिमिट गेज क्या हैं हम थोड़ी देर बाद आच्छादित करेंगे लेकिन जब से यह शब्द आया है मैं कहना चाहूँगा कि यह एक मास प्रोडक्शन में है मास प्रोडक्शन में क्या होता है हर घटक को मान्य किया जाएगा या असेंबली में जाने से पहले जांच की जाएगी तो एक तकनीकी शब्द में इसको चेक या इंस्पेक्ट किया जाता है और फिर इसे असेंबली में रखा जाता है इसलिए यहां हम यह चाहेंगे कि जब हम इंस्पेक्शन करें तो दो वर्गीकरण हों एक वर्गीकरण यह है कि क्या आप डेटा के संदर्भ में वेरिएशन को मापने और नोट करने का प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब है कि शाफ्ट व्यास 401 मिलीमीटर है दूसरा तरीका यह है कि मुझे इस डेटा को जानने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि किसी भी तरह यह घटक असेंबली के लिए जा रहा है इसका दूसरा तरीका यह है कि मुझे केवल एक इंडिकेटर मेजरमेंट कहना है इंडिकेटर मेजरमेंट का मतलब है कि मुझे यह जाँचना होगा कि क्या यह घटक जो निर्मित है असेंबली के लिए लायक है या नहीं मैं मूल्यों के बारे में कम से कम परेशान हूं मुझे सिर्फ यह जाँचना है कि क्या शाफ्ट अगर यह गो है अगर यह नो गो है इसलिए यदि इंडिकेटर मुझे करना है तो मैं कुछ गेज के रूप में स्थापित करने की कोशिश करुंगा तो गेज केवल शाफ्ट या होल जो कुछ भी है के गो नो गो जाने के लिए है इसलिए गेज इसलिए गेज में तो मैं दो वर्गीकरण करने के लिए लिखूंगा मैं यह कहने की कोशिश करुंगा कि इसे जाना चाहिए या इसे नहीं जाना चाहिए या इसे NO GO कहा जाता है अगर मेरा गेज NO GO गेज प्रवेश करता है या अगर यह एक होल में प्रवेश करता है कहने का मतलब यह है कि इस निर्माण प्रक्रिया या इस सुविधा को जो आपने बनाया है उसे स्वीकार नहीं किया जाता है अगर यह जाता है तब इसका मतलब है यह कहना कि यह स्वीकार किया जाता है हम कहेंगे कि सिद्धांत क्या हैं थोड़ी देर बाद लेकिन ये लिमिट गेजेस हैं लिमिट गेजेस वे गेज होते हैं जिनका उपयोग यह जाँचने के लिए किया जाता है कि उत्पादित हिस्सा या रास्ते पर बने फीड स्वीकार्य हैं या नहीं ठीक है देखें मैं इस तरह से देखूँगा कि आप हर दिन सुबह ब्लड शुगर लेते हैं आप ब्लड शुगर की जांच करने की कोशिश करते हैं मान लीजिए अगर हम यह मान लें कि डेटा 140 से अधिक है तो यह खतरनाक है इसलिए आपको यह जानना होगा कि क्या उस सुबह जब आप ब्लड शुगर के स्तर को लेने की कोशिश करते हैं चाहे आप खतरनाक स्थिति में हों या नहीं आखिरकार आपको यह जानने के लिए अधिक दिलचस्पी क्यों है कि क्या आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं हां आप बहस कर सकते हैं अगर मैं सीमा पर हूं ठीक है जब आप सीमा में हैं तो कृपया जांच करने का प्रयास करें या मैं इस तरह रखता हूं आप एक बार जाँचने की कोशिश करते हैं वह कहता है यह खतरनाक है फिर परिमाण मूल्य की तलाश करें अन्यथा इसे भूल जाएं ठीक है तो यह वही है तो यह गेज अस्तित्व में क्यों आ रहा है क्योंकि विनिर्माण उद्योग में कोई भी इंस्पेक्शन के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करने वाला नहीं है अगर कोई आये और कहे कि यहाँ एक कलम है जिसका इंस्पेक्शन किया गया है और कृपया 2 रुपये का भुगतान करें तो आप कहेंगे कि मैं इंस्पेक्शन नहीं करुंगा इसे हर हिस्से पर करना होगा लेकिन इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है यह मूल्यवर्धन कार्य है लेकिन इस कार्य के लिए कोई ग्राहक भुगतान करने के लिए इच्छुक नहीं होगा तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस इंस्पेक्शन की व्याख्या मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में करते हैं या इसके बाद एक गेज डालकर जांच करते हैं और हां या ना कहने की कोशिश करते हैं तो GO गेज लिमिट क्या है यह अलग अलग ग्रेड के होल और शाफ्ट के रूप में GO गेज के मानकीकरण में मदद करता है जिसमें क्रमशः समान लोअर और अपर सीमाएं होती हैं इसलिए हम इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं तो अब हम इन ग्रेड्स को थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये टोलरेंस ग्रेड्स हैं टोलरेंस का अगला वर्गीकरण बायलेटरल यूनी बाय होने जा रहा है तो यूनी का अर्थ है एक तरफ बाय का अर्थ है दोनों तरफ जब टोलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक साइड के दोनों ओर स्थित होता है तो इसे बायलेटरल टोलरेंस 40 प्लस या माइनस 02 मिलीमीटर के रूप में जाना जाता है यह पॉजिटिव साइड के साथ साथ नेगेटिव साइड मिलीमीटर पर निहित है यह एक शाफ्ट है यह शाफ्ट है ठीक है इसलिए दूसरे शब्दों में उस हिस्से का डायमेंशन जो इस बेसिक साइड के दोनों तरफ पर अलग अलग करने की अनुमति देता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसके बारे में बिखरे हुए के बारे में समान रूप से फैला हो ठीक है इसलिए उदाहरण के लिए एक संभावना हो सकती है जो व्यास 40 प्लस 02 माइनस 05 मिलीमीटर कहती है तो यह व्यास 402 मिलीमीटर हो सकता है या यह 395 मिलीमीटर हो सकता है यह 2 है और यह 8 है ठीक है तो यह वही है जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इसे एकरूप होने की आवश्यकता नहीं है ऑपरेटर विशेष रूप से एक होल को स्थित करने के लिए लिमिट साइज लिमिट सिस्टम का पूरा लाभ उठा सकता है जब असेंबली अस्तित्व में आती है ये सभी टोलरेंस निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम आम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को 2 प्रमुख कार्यों में वर्गीकृत करते हैं एक हिस्सा का उत्पादन होता है दूसरा एक असेंबली है आज का परिदृश्य इंटरचेंजेबिलिटी है इस हद तक है कि सभी हिस्से कारखाने के बाहर उत्पादित होते हैं केवल असेंबली कारखाने के अंदर होता है जब असेंबली होती है तो भागों को टोलरेंस के साथ उत्पादन करना पड़ता है यदि भागों को टोलरेंस के साथ उत्पादित किया जाना है तो उत्पादन की लागत किफायती हो जाती है और यह भी स्वभाव से है कि आप एक ही भाग या समान भाग का उत्पादन नहीं कर सकते हैं एक बार फिर आप हमेशा कुछ देते हैं जो आपको कुछ वेरिएशन की अनुमति देते हैं इसलिए इस प्रणाली को आम तौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन में पसंद किया जाता है जहां मशीन बेसिक साइज में सेट होती है टोलरेंस को एक से अधिक डायमेंशन पर टोलरेंस स्थापित करके निर्धारित किया जाता है जिसे कंपाउंड टोलरेंस के रूप में जाना जाता है इसलिए हम इसे अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे कि कंपाउंड टोलरेंस क्या है धन्यवाद